तो फिर हमारे फूरिये इंटीग्रल फॉर्मूला से हम हमेशा फूरिये कोसाइन फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं फूरिये कोसाइन फार्मूला क्या है आप मेरे फूरिये इंटीग्रल फॉर्मूला को ध्यान से देखिए

हम यह देखते हैं कि हमारा एक्स्पोनेंशियल वास्तव में एक कंपलेक्स संख्या है जोकि coskζ i sinkζ से दी जाती है अब मेरा फंक्शन तो यह वह है जो हमने यहां देखा इन दोनों को मिलाने से मैं फूरिये कोसाइन फार्मूला प्राप्त करूंगा ध्यान दीजिए की साइन एक ओड फंक्शन है तो जब मैं साइन को इस वेरिएबल k dk पर इंटीग्रेट करता हूं जब मैं साइन को इंटीग्रेट करता हूं तो यह साइन वैल्यू लुप्त हो जाती है और मुझे 0 मिलता है और मेरे पास सिर्फ कोसाइन इंटीग्रल रह जाता है अब कोसाइन फंक्शन भी एक इवन फंक्शन है अतः मैंने ऐसा इसलिए किया क्यों कि ध्यान से देखिए कि यह मेरा फूरिये कोसाइन फार्मूला है मैंने इस तथ्य का उपयोग किया है कि कोसाइन एक इवन फंक्शन है उसी प्रकार मेरे पास फूरिये साइन फार्मूला है जिसे मैं इस तरह लिखता हूं मैं साइन को Fs से निरूपित करूंगा s साइन को निरूपित करता है और यदि मेरे पास c है तो यह कोसाइन है अतः इस तरह से हम फूरिये कोसाइन और साइन फार्मूला को परिभाषित करते हैं अब हम फूरिये साइन फार्मूला का उपयोग कब करें और फूरिये कोसाइन फार्मूला का कब यदि मेरे पास यह है की f एक इवन फंक्शन है तो स्वाभाविक पसंद फूरिये कोसाइन फार्मूला का उपयोग करने की होगी और उस स्थिति में तो यह स्थिति तब होती है जब मेरे पास f f जब f इवन है और निश्चित रूप से उसी प्रकार यदि f ओड है तो मैं हमेशा अपने फूरिये साइन फार्मूला का उपयोग कर सकता हूं और ध्यान दीजिए की 2 बाहर आ रहा है 2 बाहर क्यों आ रहा है इस तथ्य की वजह से क्योंकि हमने हमारा साइन और कोसाइन फार्मूला समेशन रूल का उपयोग करके प्रसारित किया है जो की इस फैक्टर को नीचे ले आया है अतः उसी प्रकार से चलिए अब हम थोड़ा सा संक्षेप में दोहराते हैं अतः फूरिये इंटीग्रल फॉर्मूला मैं उसे फूरिये ट्रांसफार्म कहता हूं और FT से निरूपित करता हूं जोकि निम्न प्रकार से लिखा जाता है और तब निश्चित रूप से हमारे पास फूरिये कोसाइन फार्मूलास फूरिये साइन फार्मूलास है फूरिये इन्वर्स यहां पर महत्वपूर्ण बात है फूरिये इन्वर्स ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स फार्मूला क्या है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है तो मैं सिर्फ संक्षिप्त में यह दोहराना चाहता हूं जब भी हमारे पास समस्या है जो कि नोन पीरिऑडिक है हम फूरिये ट्रांसफॉर्मस का उपयोग करेंगे जब भी हमारे पास ऐसे फंक्शनस हैं जो नोन पीरिऑडिक लेकिन आधी डोमेन में परिभाषित है और वह ओड है तो हम फूरिये साइन सीरीज का उपयोग करेंगे और जब भी फंक्शन नोन पीरिऑडिक और इवन है तो हम स्वाभाविक रूप से फूरिये कोसाइन सीरीज का उपयोग करेंगे तो जब हम कुछ अनुप्रयोग समस्याएं करें तब इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा इससे पहले कि मैं आगे बढूं मैं इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोगों द्वारा बहुत उपयोग में लिए जाने वाला दूसरा नोटेशन भी है अतः फूरिये ट्रांसफार्म मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिग्नलस को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है और उस स्थिति में मेरा फूरिये ट्रांसफार्म का वेरिएबल x किसी दूसरे वेरिएबल t से प्रतिस्थापित हो जाता है अब जैसा कि हम देखेंगे निश्चित रूप से अनुप्रयोग में t समय को निरूपित करेगा लेकिन मान लीजिए हम इसे व्यापक रूप में रखते हैं t एक दूसरा वेरिएबल है जोकि x को प्रतिस्थापित करता है और उसी प्रकार से मेरा वेरिएबल k ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में ω 2πν से प्रतिस्थापित होता है तो यह क्या है ω को कभी कभी एंगुलर फ्रिकवेंसी भी कहते हैं और k को हमारे ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में वेव नंबर कहते हैं तो मैं यहां पर सभी अवधारणाओं के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि हम इन सभी धारणाओं का परिचय देंगे जब हम कुछ समस्याएं करेंगे तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फूरिये ट्रांसफॉर्मस का उपयोग कैसे करते हैं यह दिखाने के लिए हम जल्दी से एक उदाहरण करते हैं तो उदाहरण है ज्ञात कीजिए यह फूरिये ट्रांसफॉर्म का बहुत स्पष्ट अनुप्रयोग है अब हमें इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है जोकि एक इनफायनाइट इंटीग्रल है इसको हल करने के लिए हमें इंटीग्रल को कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे तो इससे मेरा क्या तात्पर्य है ध्यान से देखिए कि मैं एक्स्पोनेंशियल के ऊपर वाले फैक्टर को निम्न प्रकार से लिख सकता हूं कैलकुलस में एक बहुत ही स्टैन्डर्ड थ्योरम है जो हमें यह बताता है कि यदि हमारे पास इस फैक्टर का इनफाईनाईट इंटीग्रल है तो मैं इस परिणाम का उपयोग करूंगा यह सामान्य रूप से सभी कैलकुलस की किताबों में उपलब्ध है और हम इस परिणाम का उपयोग अपने अंतिम उत्तर को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो अंतिम उत्तर यह है मुझे इसके उत्तर को दर्शाने के लिए लाल स्याही का उपयोग करने दीजिए चलिए अब हम कुछ और उदाहरण करते हैं तो मुझे इस फंक्शन का फूरिये ट्रांसफार्म ज्ञात करना है अब यह H फंक्शन क्या है H को हैवी साइड फंक्शन कहते हैं तो यदि मेरे पास H है तो यह इस तरीके से परिभाषित है 1 यदि x धनात्मक है और 0 यदि x ऋणात्मक है तो यह यूनिट है मुझे इसे यूनिट हैवी साइड फंक्शन बुलाने दीजिए क्योंकि यह आपको या तो 1 देगा या 0 तो मेरा इस फंक्शन का फूरिये ट्रांसफार्म फिर से होगा ध्यान से देखिए की हैवी साइड फंक्शन लुप्त हो जाता है यदि आरगुमेंट 0 से कम है तो यह विलुप्त हो जाता है जिसका तात्पर्य यह है की फूरिये इंटीग्रल फार्ईनाइट इंटीग्रल में परिवर्तित हो जाता है यह लुप्त होकर इस फार्ईनाइट इंटीग्रल में क्यों ट्रांसफॉर्मस हो जाता है क्योंकि सिर्फ फार्ईनाइट इंटीग्रल में यह हैवी साइड फंक्शन मान 1 लेता है नहीं तो यह हैवी साइड फंक्शन मान 0 लेता है तो फिर आप देखते हैं कि यह फंक्शन एक इवन फंक्शन है क्योंकि यदि हम x को x से प्रतिस्थापित करते हैं तो मान नहीं बदलता तो हम हमेशा इस इंटीग्रल को नए इंटीग्रल में बदल सकते हैं यह इंटीग्रल 0 से a 1 xa e टू द पावर i k x d x इंटीग्रल का 2 गुना है मैंने इस तथ्य का उपयोग किया है की फंक्शन एक इवन फंक्शन है यह तथ्य 2 के फैक्टर को लाया तो अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं हमें आगे क्या करना है हम देखते हैं कि यह coskx i sink x है यह वास्तव में समझ में आता हैयदि हम इस स्थिति को देखते हैं यदि मुझे इस इंटीग्रल को कोसाइन और साइन की स्थिति में तोड़ना हो और मेरा दूसरा फंक्शन एक इवन फंक्शन हो तो दो इवन फंक्शन का गुणनफल भी एक इवन फंक्शन होता है और एक इवन फंक्शन का ओड फंक्शन के साथ गुणनफल यहां साइन एक ओड फंक्शन है एक ओड फंक्शन होता है अतः एक अंतराल aa में एक ओड फंक्शन मुझे 0 देगा तो मुझे जो मिलेगा वह है तो अब हम आगे क्या करें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्टस करना है तो मैं 1 xa को पहला फंक्शन और cos को दूसरा फंक्शन लूंगा मुझे इसे लिखने दीजिए

तुम मेरे पास निम्न है मैंने यहां यह किया है की मैंने एक नए वेरिएबल x का उपयोग किया है जोकि xa है मैं xa की जगह अपना नया वेरिएबल x लेता हूं और फिर उसे बदल देता हूं क्योंकि x एक डमी वेरिएबल है इसीलिए मैं x को वापस x से बदल देता हूं मैं यहां सभी कैलकुलेशन छोड़ता हूं कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो मैं छात्रों से इंटीग्रेशन बाय पार्टस से करने का अनुरोध करता हूं अब तक हम फूरिये ट्रांसफार्मस के उपयोग के कुछ उदाहरण देखें अब मुझे फूरिये ट्रांसफार्म का परिचय देने दीजिए समस्या उन फंक्शनस के फूरिये ट्रांसफार्म का मूल्यांकन करने में आती है जिनमें हमें कठिनाई है इसीलिए विशेष रूप से मैं जनरलाइज्ड फंक्शनस के फूरिये ट्रांसफार्मस का परिचय दूंगा तो यह जनरलाइज्ड फंक्शनस क्या है अतः डिस्कंटीन्यूअस या डिस्क्रीट फंक्शनस के फूरिये ट्रांसफार्मस हम उन फंक्शनस को सीक्वेंस की तरह एप्रोक्सीमेट करके ज्ञात कर सकते हैं हम जनरलाइज्ड फंक्शन को GF कहते हैं जनरलाइज्ड फंक्शनस का सीक्वेंस अतः अधिकांश समय यह होता है की डिस्कंटीन्यूअस या डिस्क्रीट फंक्शनस का मूल्यांकन हम फूरिये ट्रांसफार्म से नहीं कर सकते बेहतर यह है कि हम इन डिस्कंटीन्यूअस या डिस्क्रीट फंक्शनस को जनरलाइज्ड फंक्शनस जिनका परिचय में अब दूंगा के सीक्वेंस में एप्रोक्सीमेट करें और इन जनरलाइज्ड फंक्शनस का फूरिये ट्रांसफार्म उपलब्ध है इसीलिए अब मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यदि मैं जनरलाइज्ड फंक्शनस के सीक्वेंस फूरिये ट्रांसफार्म हल कर पाता हूं या नहीं मैं यह दिखाऊंगा कि वह समरूपी डिस्क्रीट या डिस्कंटीन्यूअस फंक्शनस के फूरिये ट्रांसफार्म के समान होता है संक्षिप्त में कहें तो यदि किसी फंक्शन का फूरिये ट्रांसफार्म हम ज्ञात नहीं कर सकते तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हम उस फंक्शन को जनरलाइज्ड फंक्शनस के सीक्वेंस की तरह प्रस्तुत करें जिनके लिए फूरिये ट्रांसफार्म उपलब्ध है अब मैं कुछ और धारणाओं का परिचय दूंगा अन्य धारणाओं में से एक जिनका मैंने परिचय दिया उनको गुड फंक्शंस कहते हैं अतः गुड फंक्शंस क्या होते हैं गुड फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जो रियल लाइन पर इनफाईनाइटली डिफरेंशिएबल होते हैं मैं उन्हें C∞ से निरूपित करता हूं और यह पर्याप्त रूप से तेजी से क्षय करता है इस प्रकार से कि इसके सभी डेरिवेटिव्स 0 पर x−N से ज्यादा तेजी से क्षय होते हैं जोकि सभी धनात्मक इंटीजर्स N के लिए है जैसे ही मेरा वेरिएबल X ∞ की ओर जाता है अब आप को संक्षिप्त में परिभाषा देने के लिए गुड फंक्शंस वे रियल या कांपलेक्स वैल्यूड फंक्शंस होते हैं जिनके लिए निम्नलिखित लिमिट 0 होती है अतः लिमिट x अग्रसर है ऋणात्मक या धनात्मक ∞ xN g 0 यहां पर मैं nth डेरिवेटिव ले रहा हूं अतः nth डेरिवेटिव x−N सभी N तथा n के लिए ज्यादा तेजी से क्षय होते हैं अतः मुझे गुड फंक्शंस पर कुछ उदाहरण देने दीजिए उदाहरणों में से एक यह है कि मुझे इस फंक्शन को g से निरूपित करने दीजिए तो यहाँ एक गुड फंक्शन का एक उदाहरण दिया गया है और 0 अन्यथा इस स्थिति में हम देखते हैं कि यह एक गुड फंक्शन है यदि हम परिभाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन x के चारों ओर इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन बराबर है 1 के दूसरी स्थितियों के लिए यह देखना आसान है कि उनकी टेलर सीरीज विद्यमान है लेकिन 1 के चारों ओर गुड फंक्शन की टेलर सीरीज विद्यमान नहीं है अतः निष्कर्ष क्या है निष्कर्ष यह है की जरूरी नहीं है की गुड फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो अतः यह हमारे सहज ज्ञान के प्रतिकूल है तो मुझे आपको उन फंक्शंस का उदाहरण देना चाहिए जो गुड फंक्शन नहीं है तो एक स्थिति e− है क्योंकि यह x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है गुड फंक्शन नहीं होने की दूसरी स्थिति 1 x2−1 है क्योंकि जैसे x ∞ की ओर अग्रसर होता है इसका क्षय बहुत धीरे होता है उससे जो कि हमें परिभाषा बताती है अतःकम से कम पता है कि कौन से फंक्शंस गुड फंक्शंस है और कौन से गुड फंक्शंस नहीं